पिछले हफ्ते हमने कृष्णिका विकिरण के साथ क्वांटम सिद्धांत पर अपनी चर्चा शुरू की और क्वांटीकरण के विचार को पेश किया इसने कहा कि एक दोलित्र और मैं विकिरण देने वाले एक दोलित्र या एक यांत्रिक दोलित्र के बीच अंतर नहीं कर रहा हूँ तो इसने कहा कि एक दोलित्र 0 hν 2hνऔर इसी तरह के क्वांटा में ऊर्जा ले सकता है hν की पूर्णांक संख्या पर फिर इस विचार को लागू किया गया था और कृष्णिका के विकिरण के वर्णक्रमीय घनत्व या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए विचार लागू किया गया था साथ ही इससे ताप के शून्य पर जाने पर कुचालकों की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होने की सही व्याख्या हुई तब आइंस्टीन ने ऊर्जा क्वांटा के रूप में आने वाले विकिरण के विचार को पेश किया जिसे अब हम फोटॉन कहते हैं और अंत में हमने हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की चर्चा के साथ सप्ताह का अंत किया था जहां क्वांटम नींव को लागू करके उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या प्राप्त की उसके अंत में मैंने अंतिम व्याख्यान में कहा था कि बोहर मॉडल को एक विमीय निकायों पर लागू नहीं किया जा सकता है और मैंने यह भी कहा था कि यह स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगदैर्ध्य रेखाओं की तीव्रता नहीं देता है तो उस अर्थ में हालांकि क्वांटम विचारों को लागू किया गया था उन्होंने सही उत्तर दिये लेकिन निश्चित रूप से यह पूर्ण नहीं था यह सिर्फ शुरुआत थी और किसी को उत्तर खोजने थे एक सिद्धांत विकसित करना था कि हाइड्रोजन परमाणु के अलावा एक विमीय निकायों या अन्य निकायों के उत्तर कैसे प्राप्त करें और सभी स्पेक्ट्रम में मौजूद विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की तीव्रता की गणना कैसे करें तो आज हम इस व्याख्यान में जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह पहला भाग है और मैं एक सरल हार्मोनिक दोलित्र के साथ फिर से शुरू करता हूँ जिसके लिए मुझे पता है कि ऊर्जा hν या ℏω के क्वांटा में आती है जहां h2 है और इसी वजह से कृष्णिका स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के 0 पर जाने के बारे में भी बताया इसके लिए उत्तर कैसे प्राप्त किया जाए सही उत्तर जो कि Enhν या nℏω है सही ढंग से यह किस प्रकार का सिद्धांत देगा और यहीं से विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम शर्तें प्रतिबन्ध दृश्य में आती हैं यह शर्त ऐसी है कि यह सही ढंग से बोहर मॉडल का निर्माण करती है और साथ ही क्वांटम यांत्रिकी को अन्य निकायों पर भी लागू करती है तो इसके लिए यह अवलोकन करें कि प्लैंक स्थिरांक h में कोणीय संवेग के मात्रक हैं और वास्तव में मैं एक और शब्द प्रयुक्त करने जा रहा हूँ और वह यह है कि इसमें एक शास्त्रीय राशि के मात्रक हैं जिन्हें क्रिया कहा जाता है और आवर्त गति के लिए क्रियाओं को परिभाषित किया गया है जैसे मैं समझाऊंगा कि इस वृत का क्या अर्थ है p हम इसे pxdx कहते हैं यह क्रिया है यदि कोई कण आवर्त गति कर रहा है तो फिर पूरे काल चक्र में 0 से T तक समाकलन करें p संवेग है मान लीजिए कि p x दिशाओं में आवर्त गति का प्रदर्शन करता है वो pxdx लेते हैं जो mvxvx dt के समान होगा क्योंकि यह राशि dx और कुछ नहीं बल्कि v x dt है p संवेग है तो यह m vx है और यह 0 से T तक समाकलित है और इसलिए यह 0 से T mvx2dt यह वह राशि है जिसे क्रिया कहा जाता है और सोमरफेल्ड क्वांटीकरण की शर्त क्या बताती है विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटीकरण शर्त यह कहती है कि क्रिया क्वांटीकृत है जिसका अर्थ है कि px dx की अवधि में समाकलन h के मात्रकों में आता है उनके मात्रक समान होतें हैं अत nh जहाँ n एक पूर्णांक है आइए पहले देखें कि क्या यह बोहर शर्त को पुन उत्पन्न करता है बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान माना था अतः यदि यह r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है इसका वेग इस दिशा में है तो m v गुना dx मुझे देगा तो v उसी दिशा में है जिसमे dx है यह विस्थापन dx है सही हालांकि मैं वृतीय गति पर विचार कर रहा हूँ v एक स्थिरांक है m एक स्थिरांक है यह मुझे 2πr देगा और विल्सन सोमरफेल्ड की शर्त के अनुसार यह nh के बराबर होना चाहिए और इसलिए mvr nh2π के बराबर होगा जिसे मैं nℏ के रूप में लिखूंगा और यह शुद्ध रूप से बोहर की शर्त है यह बोहर क्वांटीकरण की शर्त है तो विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटीकरण की शर्त बोहर की क्वांटीकरण शर्तों के अनुरूप है तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेगा इसके अलावा अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वह मुझे एक हार्मोनिक दोलित्र के ऊर्जा स्तर भी देगा तो चलिए ऐसा करते हैं तो विल्सन सोमरफेल्ड की शर्त एक हार्मोनिक दोलित्र पर लागू होती है जिसके लिए याद रखें कि हम पहले से ही उत्तर जानते हैं तो एक हार्मोनिक दोलित्र के लिए ऊर्जा E को 12 mv212kx2 के रूप में दिया जाता है जिसे 12 mv212m2x2 के रूप में भी लिखा जाता है मैं इसे p22m12m2x2 के रूप में लिख सकता हूँ यह मुझे तुरंत बताता है कि संवेग p ±√ है तो एक हार्मोनिक दोलित्र में कण जब आगे और पीछे जा रहा होता है और हम कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि न्यूनतम मूल पर है जब कण दाईं ओर जा रहा है p धनात्मक है और जब कण बाईं ओर जा रहा है p ऋणात्मक है और मैं जो गणना करना चाहता हूँ वह p है क्रिया प्रारंभ रूप से pdx के रूप में होने जा रही है हम कहते हैं कि आयाम के धनात्मक से आयाम के ऋणात्मक तक A से A और फिर वापस pdx A से A तक जो एक काल चक्र में पूर्ण समाकलन होगा तो वह समाकलन होगा अब जबकि दाएँ से बाएँ जाने पर p ऋणात्मक है और dx भी ऋणात्मक है जबकि दाएँ से बाएँ जाने पर p धनात्मक है और dx भी धनात्मक है तो ये दोनों राशियां मुझे बिल्कुल समान उत्तर देंगी इसलिए मैं इसे आसानी से 2 AApdx के रूप में लिख सकता हूँ जो कि क्रिया होगी तो आइए इसकी गणना करें इसलिए जब मैं इसकी गणना करता हूँ तो मेरे पास p √ होता है तो A से A तक pdx A से A तक √ के बराबर होगा तो अब आयाम A ऐसा है कि 12kA2 जो 12m22A2 है कुल ऊर्जा के बराबर है और इसलिए आयाम A ±√ है तो मेरे पास A से A तक pdx 2Em2 से 2Em2 √dx के बराबर है और यह गणना करने के लिए एक आसान समाकलन है

तो AApdx 2Em22Em22mE m22x2 dx की गणना करने पर जिसे मैं 2Em22Em2mω2Em2 x2dx लिख सकता हूँ x के अधिकतम और न्यूनतम मान 2Em2 हैं यहां 2 नहीं हैं तो मैं इसे बाहर निकालूंगा यह m2है इस समाकलन की गणना करने में मैं x 2Em2 sinθ लूंगा ताकि dx 2Em2 cosθ dθ और limits 2 से 2 है और वो θ a या x का संगत मान 2Em2 हो जाता है माइनस या प्लस और इसलिए यह समाकल 2 से 2 mω2Em2 cosθ2Em2 बन जाता है यही वह समाकलन है जिसे मैं 2 से 2 के रूप में लिख सकता हूँ मेरे पास mω2Em2θdθ था तो यह AApdx है जो 222E1cos2θ2dθ के बराबर है और इससे मुझे एक उत्तर 2E12 मिलता है और 22cos2θdθ शून्य है तो यह E है तो अब क्रिया जो 2 AApdx है 2E के बराबर हो जाती है और विल्सन सोमरफेल्ड की शर्त से यह nℏ के बराबर होना चाहिए और यह तुरंत Enh2π देता है जो nℏω है जो nhν के समान है तो इस शर्त के साथ मुझे हार्मोनिक दोलित्र का उत्तर भी मिलता है और सही उत्तर मिलता है तो क्वांटम यांत्रिकी को लागू करने के लिए यह शर्त सही प्रतीत होती है आइए अब हम अन्य निकायों पर लागू करतें है और मैं बार बार विल्सन सोमरफेल्ड को नहीं लिखने जा रहा हूँ मैं सिर्फ x दिशा में दो ढृढ़ दीवारों के बीच गति करने वाले कण की क्वांटम शर्त बताऊंगा तो यह अभी भी एक विमीय गति है तो मैं जिस समस्या पर विचार कर रहा हूँ वह यह है कि द्रव्यमान m का कण जो दो ढृढ़ दीवारों के बीच इधर उधर गति कर रहा है जहां उनके बीच की दूरी L है तो यह कण क्या करेगा यह इस ओर जाएगा दीवार से टकराएगा और वापस आ जाएगा और यह एक पूर्ण गति होगी तो यदि मैं इसके लिए क्रिया की गणना करने के लिए जाता हूँ तो क्रिया 0LpdxL0pdx होगी और दोनों समान योगदान देंगे और इसलिए मैं इसे 20Lpdx के रूप में लिख सकता हूँ p क्या है अब चूंकि यह कण स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है तो V 0 है स्थितिज ऊर्जा शून्य है कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य है और इसलिए p और कुछ नहीं बल्कि 2mE है तो हमारे पास जो क्रिया है वह 22mE L होने वाली है और क्वांटम शर्त के अनुसार यह nℏ के बराबर होनी चाहिए और इससे क्या होता है यह 22mE Lnh की ओर जाता है और इसलिए En2h28mL2 यह En है तो यह आपको क्या बताता है कि यदि मेरे पास यह कण आकार L के बॉक्स के बीच सीमित में है तो ऊर्जा h28mL2 या 4h28mL2 या 9h28mL2 या इसी तरह इत्यादि के बराबर है तो ऊर्जा स्तर यहाँ होगा हम कहते हैं यह h28mL2 है फिर यह बढ़ता है 4h28mL2 हो जाता है और फिर यह और भी बढ़ जाता है यह 9 गुना हो जाता है और अगला 16 गुना होगा और इसी तरह और ये ऊर्जा स्तर हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर पर कूदता है तो वह बोहर के नियम से विकिरण देता है तो hν बाहर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति En Em द्वारा दी जाएगी जब एक इलेक्ट्रॉन nवें स्तर से mवें स्तर तक छलांग लगाता है और उस संबंधित रंग की गणना की जा सकती है तो इस तरह के निष्कर्षों से विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटीकरण की शर्त का परिचय होता है जिसे एक विमीय पर लागू किया गया है अब अगले दो व्याख्यानों में मैं इसे द्विविमीयऔर त्रिविमीय के लिए सामान्यीकृत करूंगा और तब मैं कूलम्ब विभव जैसे केंद्रीय विभव के लिए मानता हूँ त्रिविमीय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको परमाणु स्तरों के लिए उत्तर देता है और यह एक विचार पेश करता है जिसे क्वांटम संख्या कहा जाता है ठीक है तो हम आने वाले व्याख्यानों में ऐसा करेंगे